हम एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण पर चर्चा जारी रखते हैं इस व्याख्यान में हम पहले एक दूसरे प्रकार के ए डी कनवर्टर AD converter के बारे में बात करेंगे जो काउंटर टाइप या ट्रैकिंग टाइप के समान है जिसकी हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी लेकिन यह कन्वर्शन टाइम के सन्दर्भ में कहीं अधिक कुशल है और हम इस बारे में बात करेंगे कि एआरएम डेवलपमेंट बोर्ड में किस तरह की ए डी रूपांतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका हम उपयोग करेंगे ए डी रूपांतरण की इस पद्धति को सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन टाइप ए डी कनवर्टर successive approximation type AD converter कहा जाता है ऑपरेशन का सिद्धांत एनालॉगस या बाइनरी सर्च के समान है आप में से जो प्रोग्रामिंग से परिचित हैं उनको डाटा स्ट्रक्चर का कुछ बुनियादी ज्ञान और समझ होगा आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में जानते होंगे आप में से वे लोग मुझे बताओ कि बाइनरी सर्च क्या है जो इसे नहीं जानते हैं बस मान लीजिए कि मेरे पास संख्याओं की एक सूची है जो क्रमबद्ध है और ये संख्याएँ आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध हैं अब मैं एक नंबर खोजना चाहता हूं मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि क्या कोई संख्या मान लो 45 मौजूद है या नहीं खैर अगर ऐरे क्रमबद्ध नहीं है तो मुझे इसे शुरू से अंत तक खोजना होगा लेकिन क्योंकि यह क्रमबद्ध है मैं एक बहुत ही कुशल युक्ति का अनुसरण कर सकता हूं मैं ऐरे के मध्य से शुरू कर सकता हूं मैं तुलना करता हूं कि मध्य एलेमेन्ट उस एलेमेन्ट से कम या अधिक है जिसे मैं खोजना चाहता हूं अगर मुझे दिखता है कि मध्य एलेमेन्ट इससे कम है तो इसका मतलब है कि मेरा एलेमेन्ट दाहिनी ओर होना चाहिए और यदि यह अन्य तरीके से है तो यह बायीं ओर होना चाहिए तो आप पहली तुलना में देखते हैं मैंने सूची का आकार आधा कर दिया है मैंने उस आधे के लिए जिसे मैंने चुना है प्रक्रिया को दोहराया है मान लीजिए कि यह दाहिने आधे भाग में है मैं फिर से मध्य की जांच करता हूं जांच के आधार पर या तो मुझे बाएं आधे या दाएं आधे हिस्से में देखना होगा मैं इस प्रक्रिया को दोहराता हूं मान लीजिए कि मेरे पास ऐरे में 128 नंबर हैं एक तुलना के बाद मैं सूची को घटाकर आधा कर देता हूं यह 64 हो जाती है एक अन्य खोज के बाद यह 32 हो जाती है दूसरी खोज के बाद यह 16 हो जाती है इस तरह 8 4 2 और 1 अंत में जब केवल 1 एलेमेन्ट होता है तो मैं यह बता सकता हूं कि वह वहां है या नहीं है तो 7 तुलना की आवश्यकता है 7 क्या है यह और कुछ नहीं लेकिन log2 128 है यह सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन तकनीक ए डी रूपांतरण करने के लिए हार्डवेयर में बाइनरी सर्च को कार्यान्वित करने जैसा है आप देखते हैं कि 128 के लिए log2 128 तुलनाओं की आवश्यकता होगी इसलिए यदि एलिमेंट्स की संख्या 2n है तो मुझे log2 2n n की आवश्यकता होगी मुझे n स्टेप्स की आवश्यकता है इसलिए अगर मैं इसे कार्यान्वित कर सकता हूं तो मुझे केवल n क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी न कि 2n क्लॉक पल्स हम एक काउंटर के बजाय एक सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन रजिस्टर का उपयोग करते हैं 4 बिट ए डी कनवर्टर AD converter पर विचार करें मान लें कि हम इस रजिस्टर को 1 0 0 0 के साथ शुरू करते हैं यह 1 0 0 0 का मतलब है 8 जो कि सीमा 0 से 15 के मध्य है मैं मध्य बिंदु से शुरू करता हूं मैं तुलना करता हूं कि यह कम है या अधिक मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि इनपुट छोटा है तो यह बाईं ओर 0 से 7 तक होगा 0 से 7 का मध्य बिंदु क्या है 4 तो 4 क्या है 4 0100 है और यदि यह अधिक है तो दाहिनी ओर इसका मतलब है 9 से 15 इसका मध्य बिंदु 12 है 12 1100 है इसलिए हम वास्तव में कर क्या रहे हैं हमने 1 0 0 0 के साथ शुरू किया था यदि यह इससे कम है 1 0 बन जाता है और अगला बिट 1 बन जाता है लेकिन यदि यह दूसरे तरीके का है तो यह 1 बना रहता है नहीं बदलता लेकिन दूसरा बिट 1 बन जाता है यह प्रक्रिया जो हम बार बार करते हैं यही बाइनरी सर्च को अनुकरण करता है यह ही सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन रजिस्टर की भूमिका है आप यह चित्र देखते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ बाईं ओर यह बिल्कुल वही दिखाता है जो मैंने अभी उदाहरण के साथ बताया था एसएआर में हम 1 0 0 0 से शुरू करते हैं हम एनालॉग इनपुट वोल्टेज के साथ तुलना करते हैं कि वह इससे कम है या अधिक है यदि इनपुट उस एसएआर आउटपुट से कम है तो मैं यहां जाता हूं मैं इस बिट को 0 कर देता हूं मैं अगले बिट को 1 बनाता हूँ इसलिए यह 0 1 0 0 होगा यदि यह अन्य तरीके से है तो मैं इसे 1 1 0 0 बना देता हूं और मैं इस प्रक्रिया को दोहराता हूं आप यहां देखिए मैं फिर से एक चेक बनाता हूं कि क्या यह कम है या अधिक है यदि यह पिछले बिट से कम है जिसे मैंने 1 बनाया था तो मैं इसे 0 कर देता हूं और अगले बिट को मैंने 1 में सेट कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ अगर यह इससे बड़ा है तो मैं इसे नहीं बदल रहा हूं अगले बिट को मैं 1 में बदल रहा हूं और यह प्रक्रिया दोहराया जाता है हमेशा मैं अगले बिट को देख रहा हूं निकटतम बिट को मैं 0 पर वापस बदल रहा हूं और अगले बिट को 1 पर सेट कर रहा हूं मैं वर्तमान बिट को नहीं छेड़ रहा हूं केवल अगले बिट को 1 में बदल रहा हूँ इसलिए इस तरह से मैं 1 तुलना 2 तुलना 3 तुलना और 4 तुलना करता हूं और जो भी ए डी कनवर्टर का मेरा आउटपुट हो मैं अंत में अपना परिणाम प्राप्त करता हूं तो यहां केवल 4 तुलनात्मक स्टेप्स की आवश्यकता है ब्लॉक डायग्राम वाइज यह एक सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन ए डी कनवर्टर ऐसा दिखता है अभी भी यहाँ एक कम्पेरेटर और एक डी ए कनवर्टर है जो एक ट्रैकिंग टाइप एडीसी के समान है बस अप डाउन काउंटर को एक सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन रजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और वास्तव में यह लॉजिक को कार्यान्वित करता है जिसका हमने उल्लेख किया है कि क्या कम्पेरेटर का आउटपुट 0 है या 1 है उसके अनुसार यह निर्णय लेता है और जब भी आप रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो आमतौर पर दो इंटरफेस होते हैं एसओसी और ईओसी यदि आप एसओसी में पल्स लागू करते हैं तो रूपांतरण शुरू हो जाएगा और आंतरिक रूप से 8 क्लॉक पल्स होंगी मान लीजिए आप एक n बिट कनवर्टर का उपयोग कर रहे हैं आपको n बिट्स के डी ए कनवर्टर की आवश्यकता है n क्लॉक पल्स के बाद यह ईओसी सिग्नल हाई हो जाएगा तो बाहर के किसी भी उपकरण को पता चल जाएगा कि मेरा ए डी रूपांतरण खत्म हो गया है अब मैं D के मान को पढ़ सकता हूं यह इसी तरह से काम करता है यह अवधारणा में सरल है लेकिन बहुत लचीला और बहुत तेज है इसके लिए केवल n क्लॉक पल्स की आवश्यकता होती है 3 बिट कनवर्टर के लिए एक छोटा उदाहरण यहां दिखाया गया है देखें कि यह बाइनरी सर्च चलता है तो कैसे डी ए कनवर्टर का आउटपुट बदलता है आप बीच से शुरू करें यह मेरा मध्य बिंदु है तो आप या तो यहां जाएं या यहां मान लो कि मुझे ऊपर जाना है तो यह मेरा अगला बिंदु है अगले चरण में आप या तो यहाँ या यहाँ ऊपर की ओर जाते हैं मान लो कि आप यहाँ इस तरह से जाते हैं आप मध्य बिंदु से शुरू करते हैं तब शायद आप यहां जा रहे होंगे तब आप यहां जा रहे होंगे तब हम यहां इस तरह से जा रहे होंगे आप इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे यह एक छोटा सा उदाहरण है जो मैंने यहां दिखाया है इनपुट जो 1 0 1 से मेल खाता है यह उस बिंदु पर अभिमुख हो जाता है लेकिन यदि आप डी ए कनवर्टर के आउटपुट वेवफॉर्म को देखते हैं तो वेवफॉर्म इस तरह दिखाई देगा अब एआरएम माइक्रोकंट्रोलर्स के बारे में बात करते हैं किस तरह की ए डी रूपांतरण सुविधाएं हैं आप देखते हैं कि डी ए रूपांतरण आसान है आपको डी ए कनवर्टर बनाने के लिए केवल कुछ प्रतिरोधों की आवश्यकता है लेकिन ए डी रूपांतरण अधिक कठिन है ए डी रूपांतरण करने के लिए आपके पास कुछ विशेष सर्किटरी होना आवश्यक है आइए हम एआरएम की कुछ पुरानी पीढ़ी को देखें एआरएम7 पुरानी पीढ़ी में से एक माइक्रोकंट्रोलर था वहाँ बिल्ट इन 10 बिट सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन ए डी कनवर्टर था वे सभी सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन तकनीक का प्रयोग करते थे क्योंकि यह कुशल है क्योंकि इसके लिए कम मात्रा में हार्डवेयर की आवश्यकता होती है अब चूंकि यह 10 बिट कनवर्टर है अगर मैं रफेरेंस वोल्टेज में 33 वोल्ट की आपूर्ति को जोड़ता हूं तो स्टेप साइज फुल स्केल वोल्टेज को से विभाजित करने पर प्राप्त होगा यदि आप गणना करते हैं तो यह 323 मिलीवोल्ट आ जाती है यह निर्धारित करता है कि आप किस स्तर की सटीकता माप सकते हैं यह रिसोल्यूसन सटीकता का एक माप है प्रोसेसर के अंदर दो ऐसे एडीसी मॉड्यूल हैं उन्हें एडीसी0 और एडीसी1 कहा जाता है एडीसी0 में 6 चैनल हैं और एडीसी1 में 8 चैनल हैं 6 चैनल का अर्थ है कि आप रूपांतरण के लिए 6 इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं 8 चैनल का मतलब है कि आप 8 इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं और क्लॉक की आवृत्ति अधिकतम 45 मेगाहर्ट्ज है अब हम देखते हैं कि यह चैनल कैसे काम करता है यहां आपके पास ए डी कनवर्टर है और यह ब्लॉक जो मैं दिखा रहा हूं वह एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है आप जानते हैं कि डिजिटल मल्टीप्लेक्सर क्या है यदि कई इनपुट हैं तो इनपुट में से एक का चयन सलेक्ट लाइनों के आधार पर किया जाता है एनालॉग मल्टीप्लेक्सर समान है अंतर यह है कि इनपुट एनालॉग वोल्टेज है डिजिटल सलेक्ट इनपुट लाइनों पर अप्लाई करने वाले इनपुट के आधार पर कोई एक इनपुट का चयन आउटपुट पर किया जाएगा अब एडीसी0 में 6 एनालॉग इनपुट चैनल हैं उचित रूप से इसका चयन करके रूपांतरण के लिए आप उनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं उनमें से कई का उपयोग एक साथ किया जा सकता है लेकिन आपको बहुत तेज़ दर से एक से दूसरे पर स्विच करना होगा आप एक चैनल को परिवर्तित करते हैं फिर दूसरे चैनल को परिवर्तित करते हैं फिर तीसरे चैनल को परिवर्तित करते हैं फिर से पहले पर वापस आते हैं अब संभवतः आप नाइक्विस्ट थ्योरम को फिर से उपयोग कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने बात की थी ए डी कनवर्टर में 1 मेगाहर्ट्ज की गति से काम हो सकता है लेकिन आपको अपने इनपुट वेवफॉर्म विशेषता के आधार पर उस तरह की सैंपलिंग रेट की जरूरत नहीं हो सकती है हो सकता है कि आपकी सैंपलिंग रेट केवल 1 किलोहर्ट्ज हो तो कई चैनलों को एक ही ए डी कनवर्टर पर मल्टीप्लेक्स्ड किया जा सकता है और आप उन्हें एक साथ उपयोग कर सकते हैं यहाँ ऐसे 2 चैनल हैं एडीसी0 और एडीसी1 क्रमशः 6 और 8 चैनल को सपोर्ट करते हैं A D रूपांतरण पूरा होने के बाद एक व्यवधान संकेत उत्पन्न होता है यह इस तरह काम करता है और एक कण्ट्रोल रजिस्टर है जिसे उचित रूप से इनिशियलाइज़ किया जाना है यही था एआरएम7 में अब बोर्ड में आते हैं जो हम उपयोग कर रहे हैं एसटीएम32 जो एआरएम पर आधारित कोर्टेक्स एम4 माइक्रोकंट्रोलर है इस बोर्ड में 3 बिल्ट इन 12 बिट ए डी कन्वर्टर्स हैं और उनमें से प्रत्येक 19 चैनलों तक को सपोर्ट कर सकता है इसका मतलब है एनालॉग मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट हैं 12 बिट के लिए यदि आपका रिफरेन्स 33 वोल्ट है तो आपका स्टेप साइज बहुत छोटा होगा तो आपकी सटीकता अधिक होगी 08 मिलीवोल्ट 16 बाहरी चैनल हैं जो इनपुट आउटपुट पिंस से जुड़े हुए हैं और 16 चैनलों में से 6 आर्डुइनो कनेक्टर पिन पर उपलब्ध हैं इन्हें A0 से A5 कहा जाता है और इसके अलावा 3 आंतरिक चैनल हैं जो कि सिस्टम के स्वास्थ्य की जांच के लिए हैं ये 3 आंतरिक चैनल बैटरी के वोल्टेज से जुड़े हैं यदि बोर्ड बैटरी पर चल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज क्या है तो कुछ बोर्ड में एक बिल्ट इन तापमान सेंसर है आप बोर्ड के तापमान को भी पढ़ सकते हैं और यह भी पढ़ सकते हैं कि वर्तमान रिफरेन्स वोल्टेज क्या है तो आप इन सभी आंतरिक चीजों की निगरानी कर सकते हैं इन्हें आंतरिक चैनल कहा जाता है अब इस बोर्ड में फिर से आते हैं आप इस आर्डुइनो कनेक्टर में देखते हैं छह एनालॉग इनपुट लाइनें यहां उपलब्ध हैं लेकिन अधिक संख्या में एनालॉग इनपुट पिन सपोर्टेड हैं यदि आप अधिक चाहते हैं तो उन्हें इन एक्सटेंशन पिन से एक्सेस करना होगा इस एसटीएम32 एक्सटेंशन पिन में आपके पास सभी सिग्नल पिन का एक्सेस है लेकिन यहां आपके पास केवल आर्डुइनो कम्पेटिबल कनेक्टर पिन का एक्सेस है जब आपको प्रयोगों में ए डी कनवर्टर की आवश्यकता होती है जो हम दिखा रहे हैं तो हम बहुत से चैनलों का उपयोग नहीं करेंगे हम सीधे आर्डुइनो इनपुट कनेक्टर्स से जुड़ सकते हैं उस स्थिति में उन पिन नंबरों को हम A0 A1 A2 A3 A4 A5 के रूप में रेफर कर सकते हैं हम पिन नंबर भी दे सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होंगे हम इन्हें P12 कहेंगे मान लो तो आप या तो उन्हें नाम से बुला सकते हैं या आप उन्हें पिन नंबर से कॉल कर सकते हैं जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उन नामों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं इसके साथ हम ए डी रूपांतरण पर इस चर्चा के अंत में आते हैं इससे पहले हमने डी ए रूपांतरण पर ध्यान दिया था अगले व्याख्यान में हम कुछ सामान्य सेंसर के बारे में बात करेंगे और एक्ट्यूएटर्स के जो एम्बेडेड सिस्टम अनुप्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण हैं और वास्तव में उनमें से कई हम हैंड्स ऑन सेशन के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे उनका उपयोग करने से पहले यह जानना हमेशा अच्छा होता है कि सेंसर क्या हैं वे कैसे काम करते हैं और कुछ बुनियादी विचार हैं कि उन्हें माइक्रोकंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफ़ेस किया जा सकता है ये चर्चाएँ हम अपने अगले व्याख्यानों में जारी रखेंगे धन्यवाद